हैलो छात्रों तो अब तक हमने एक डबल इंटीग्रल में चर बदलने की अवधारणाओं को देखा हमने जैकोबियन ट्रांस्फ़ोर्मेशन के बारे में भी जाना इसलिए हमने वास्तव में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यदि हमारे पास एक इंटीग्रल इस प्रकार से है यहाँ पर E एक अनिश्चित क्षेत्र है फिर ट्रांस्फ़ोर्मेशन का उपयोग करके हम सर्फ़ेस इंटीग्रल को एक क्षेत्र E1 पर बदलने में सक्षम हो सकते हैं तब हमारे पास इस तरह का इंटेग्रल होगा अतः हम चर बदल सकते हैं तो इंटीग्रल में चर के इस परिवर्तन से हमारा कम कुछ आसान होगा यहा पर एक प्रबल संभावना है कि यह एक सरल इंटीग्रल हो सकता है और फिर प्राप्त इंटीग्रल की गणना करना उस मुश्किल इंटीग्रल की अपेक्षा आसान होगा और जाहिर है हमे इस इंटीग्रल के लिए लिमिट्स का पता लगाना होगा इसलिए यह ट्रांस्फ़ोर्मेशन के आधार पर बदल जाएगा और फिर हम बस सरल करते हैं हम सिर्फ जकोबियन की गणना करते हैं और फिर हम इस इंटीग्रल की गणना करते हैं और अधिकतर यह वास्तव में बहुत सरल इंटीग्रल के रूप में सामने आता है और उत्तर बिल्कुल वैसा ही होगा अब इंटीग्रल में चर के परिवर्तन के अलावा कभी कभी इंटीग्रल के क्रम को बदलना भी बुद्धिमानी होती है तो मान लें कि हमारे पास निम्नलिखित इंटीग्रल है इसलिए यह संभव हो सकता है कि यह इंटीग्रेंड इतना जटिल है या यह कैसे कहा जाए कि हम इसे ठीक से इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो यह पारंपरिक इंटीग्रल कैलकुलस में नहीं है इसलिए हम यहाँ आसानी से इंटीग्रल नहीं कर सकते ऐसा ही एक उदाहरण हमारे पास है तो अब इस अभिन्न उदाहरण के लिए हम कहते हैं यहाँ इंटीग्रांड इतना सामान्य नहीं है क्योंकि इसे x के संबंध में या y के संबंध में भी इसे इंटीग्रेट करने के लिए मेरा मतलब है कि y के संबंध में यह आसान होगा लेकिन x के संबंध में हमारे यहाँ कोई एंटी डिरिवैटिव नहीं है या हम प्रतिस्थापन विधि के किसी तरीके में को व्यक्त नहीं कर सकते हैं इसलिए इस इंटीग्रल की गणना सीधी नहीं होगी और फिर हमारे पास एकमात्र विकल्प यह होगा कि हम इंटीग्रल के क्रम को बदलकर इस इंटीग्रल को एक सरल इंटीग्रल में बदल दें इसलिए यदि क्रम में परिवर्तन करके हम एक अधिक सरल इंटीग्रल प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं फिर इसको सरल किया जा सकता है और निश्चित रूप से उन दो इंटीग्रल का हल समान होगा तो यह एक ऐसा परिदृश्य है अब एक उदाहरण देखते हैं जहाँ हम यह देख सकते हैं कि इंटीग्रल के क्रम को बदलकर हम अभी भी वही उत्तर प्राप्त करेंगे तो हम निम्नलिखित उदाहरण से शुरू करते हैं यहाँ और y 2 x के बीच के क्षेत्रफल का पता लगाना है अतः हमें इन दो वक्रों के बीच के क्षेत्रफल की गणना करनी है इसलिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस क्षेत्र का पहले रेखाचित्र बना लेना चाहिए तो हम इसका रेखाचित्र बनाते हैं तो यह हमारा x है यह हमारा y है और हमारे पास है तो यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो केंद्र से गुजरने वाला परबोला हो तो यह केंद्र से होकर गुजरना चाहिए और फिर हमारे पास है तो हम इस रेखा को भी खींचते हैं तो यह कुछ इस तरह दिखना चाहिए तो यह पंक्ति है और यह परवलय है इस प्रकार यह उनके बीच घिरा क्षेत्र है हम इसे बिंदु O मान लेते हैं फिर यह A है यह B है यह C है यह D है परवलय और सीधी रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं या उनके बीच का क्षेत्र बंधा हुआ है इसलिए उन्हें कुछ बिंदु पर मिलना चाहिए तो यह गणना करने के लिए कि हमारे पास यहाँ परवलय और रेखा है जो निम्नलिखित बिंदुओं पर मिलेंगे तो हम कैसे गणना करते हैं हम इस समीकरण में को प्रति स्थापित करते हैं तो यह होगा और इसको लिखा जाएगा तो इस समीकरण के मूल x के बराबर होंगे हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं और फिर यह होगा और दूसरा मूल होगा मैं x बराबर 1 को स्थानापन्न कर सकता हूं तो एक मूल 1 है और दूसरा मूल होगा अगर मैं 2 को प्रतिस्थापित करता हूं तो यह 4 होगा तो एक और मूल 2 होगा तो मेरे पास यहां दो मूल हैं तो वे जिन बिंदुओं पर मिल रहे हैं उनके x निर्देशांक 2 और 1 हैं जब x 2 है तो y 4 है और जब x 1 है तो y 1 है तो इसका मतलब है कि वे बिंदु 1 1 एवं 2 4 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसलिए ये दो बिंदु हैं जो मिल रहे हैं अब इस तरह से क्षेत्रफल की गणना करते हैं तो हम पहले y के लिए इंटीग्रेट करते हैं और फिर x के लिए इसलिए इस तरह हम ऑर्डर को बनाए रख रहे हैं इसलिए यदि हम बाद में x के संबंध में इंटीग्रेट करते हैं तो तब उस स्थिति में x 2 से शुरू होगा तो हम केवल 2 से 1 लिख सकते हैं और y हम ऐसा लेंगे इन दो वक्रों के बीच बँटे हुए क्षेत्र को सीमाबद्ध करे इसलिए इन दो वक्रों के लिए x 2 से x 1 होगा तो यह x y के लिए सीमा है y इन दो वक्रो के बीच है तो इसका मतलब है कि यह क्षेत्र परवलय के ऊपर है लेकिन सीधी रेखा के नीचे है तो यह परवलय के ऊपर है तथा सीधी रेखा के नीचे परवलय के ऊपर का मतलब है हमारे पास है और उस रेखा से नीचे की तरफ है A क्षेत्र को दर्शाता है तो अब हमारे पास x की सीमा 2 से 1 तक है और y की दिशा में से तक इंटीग्रेट कर रहे हैं और फिर हम x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं इस प्रकार से हम ये सब कर रहे हैं अतः यदि हम पहले y के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो हम इंटीग्रेल को इस तरह लिखेंगे जोकि पहले y के लिए से 2−x तक इंटीग्रेट होगा और यह प्राप्त होगा और इंटीग्रेट करके लिमिट प्रतिस्थापित करने के बाद हम 92 प्राप्त कर पाएंगे जोकि अंततः 45 है अतः यह क्षेत्र इन दो वक्रों के बीच में घिरा हुआ है और यही नहीं हम इसे पहले y के लिए इंटीग्रेट करते हैं और फिर हम इसे x के लिए इंटीग्रेट करते हैं यही वह क्रम है जिसका हमने वास्तव में पालन किया है यहाँ अब वैकल्पिक रूप से हम ऑर्डर बदलते हैं वैकल्पिक रूप से हम इंटीग्रल के क्रम को बदलते हैं इसका मतलब है कि हम पहले x के लिए इंटीग्रेट करते हैं और फिर हम इसे y के लिए इंटीग्रेट करते हैं अब यहाँ देखेंगे क्या होगा जोकि निम्नवत है यहाँ इंटिग्रेशन का क्षेत्र E है अगर हम x के लिए पहले और फिर y के लिए इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि x की लिमिट क्या हैं सबसे पहले वक्र बिंदु x 1 y1 पर प्रतिच्छेद करते हैं तो आइए हम एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो यह y 1 वाली सीधी रेखा है इसलिए यहां हम देख सकते हैं कि y की लिमिट y 0 से y 1 है तो y की लिमिट 0 से 1 है और x की लिमिट इस कोने से इस कोने तक है जोकि से है अतः y 0 से 1 तक है x की लिमिट से है तो अब हम इसे लिख लेते हैं और इन दोनों उप क्षेत्रों में इंटीग्रल अलग अलग लिख लेते हैं तो यह पहला उप क्षेत्र है आइए हम इस तरह से चिन्हित करें और यह मेरा दूसरा उप क्षेत्र है यह दूसरा उप क्षेत्र है और यह पहला उप क्षेत्र है अब हम यहाँ dA लिखेंगे अब हम इसे इंटीग्रल के रूप में लिखेंगे दूसरे उप क्षेत्र मैं y की लिमिट 1 से 4 है तो y की लिमिट 1 से 4 तक है और x तथा सीधी रेखा से सीमाबद्धहै तो अब हम लिखेंगे y की लिमिट 1 से 4 तक है और x की से 2 y है और फिर हम सरल करते हैं अब यदि हम हल करते हैं तो हमें निम्न इंटेग्र्ल मिलता है अब पहले x के लिए इंटिग्रेशन करके लिमिट रखने पर हमें इंटेग्र्ल मिलता है इसलिए अगर हम इंटिग्रेशन करते हैं फिर अंततः यहाँ भी हम 92 प्राप्त करेंगे जोकि 45 इसलिए हमने देखा कि सिर्फ इंटिग्रेशन के क्रम को बदलने से हमें अलग अलग उत्तर नहीं मिलते हैं क्योंकि हम जिस क्षेत्र में वास्तव में इंटिग्रेशन कर रहे हैं वह निश्चित है यह सिर्फ इतना है कि हम इंटिग्रेशन के क्रम को बदल रहे हैं इसका मतलब है पहले x के लिए इंटिग्रेशन करने के बजाय हम y के लिए इंटिग्रेशन कर रहे हैं लेकिन इससे पूरे इंटेग्र्ल के मान में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि तब उस स्थिति में हम एक अलग क्षेत्र प्राप्त कर रहे हैं जो कि मूल रूप से वक्र से घिरा वास्तविक क्षेत्र नहीं होगा जो हमें मूल रूप से दिया गया था इसलिए भले ही आप चर के परिवर्तन या इंटिग्रेशन के क्रम में परिवर्तन करते हैं इन दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र या इंटेग्र्ल जो आप गणना कर रहे हैं एक ही होना चाहिए और यह हर समय एक ही है अब हम देखते हैं कि कभी कभी हमैं इस प्रकार के इंटेग्र्ल मिलते हैं जिनको हल करना वास्तव में कठिन होता है और फिर इस टूल का उपयोग करके जो इंटेग्र्ल के क्रम को बदल रहा है हम थोड़ा आसान सा इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए यहाँ हमें इन दो वक्रों के बीच बंधे हुए क्षेत्र का मूल्यांकन करना था तो आप देखते हैं कि यदि हम पहले y के लिए इंटिग्रेशन कर रहे हैं और फिर x के लिए इंटिग्रेशन कर रहे हैं तो हम एक बहुत ही सरल इंटिग्रेशन कर रहे हैं और वह है उत्तर लेकिन अगर हम इंटिग्रेशन के क्रम को बदलते हैं तो उस स्थिति में हम मूल रूप से दो उप इंटीग्रल्स की गणना कर रहे हैं तो यह एक और यह एक और हमें यह भी करना है कि मूल रूप से इन दो डोमेन की गणना करने के लिए कुछ प्रयास कैसे करें तो कभी कभी यह उपयोगी होता है कभी कभी यह नहीं होता है यह सिर्फ इतना है कि यह अंतर्ज्ञान से है आपको यह समझना होगा कि क्या यह इंटेग्रब्ल हो सकता है या नहीं और फिर हम टूल का उपयोग करते हैं हम स्पष्ट करने के लिए एक या दो और उदाहरण लेंगे तो आइए हम एक और उदाहरण देखें अतः उदाहरण 2 की गणना या मूल्यांकन करें तो अब हल सबसे पहले हम इस क्षेत्र का रेखाचित्र बनाते हैं y 0 x 0 तो यहाँ हमारा x 0 से 1 तक चल रहा है और y 0 से 1 x तक चल रहा है तो यह मूल रूप से एक सीधी रेखा है x y 1है तो हम इस रेखा को खींचते हैं तो यह 1 0 और 0 1 पर प्रतिछेद करती है अतः यह मूल रूप से हमारे इंटिग्रेशन का क्षेत्र है यहाँ मैं इसे E कह रहा हूं यह बिंदु A है और यह बिंदु B है इसलिए यहां इस इंटेग्रल को हम I मान लेते हैं यह देखकर ही पता लग रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना संभव नहीं है क्योंकि यदि इसमें या कुछ और प्र्तिस्थापित करेंगे तो उस स्थिति में यह हो जाएगा जिसे सरल इंटेग्रल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता इसलिए यह एक जटिल रूप है हालांकि यह सरल दिखता है लेकिन इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान नहीं है तो फिर उस मामले में हमारे पास एकमात्र तरीका है इस इंटेग्रल के क्रम को बदलना और यह देखना कि क्या हम इस इंटेग्रल के बारे में यहां कुछ कर सकते हैं अब सबसे पहले अगर हम इंटेग्रल के क्रम को बदलते हैं तो क्या होगा इसलिए इंटेग्रल के क्रम को बदलना और सबसे पहले हम क्षेत्रफल को इंटेग्रल का क्षेत्र लिखते हैं इंटेग्रल का क्षेत्र x 0 x 1 के बीच की पट्टी में स्थित है और y की लिमिट 0 से शुरू होकर लाइन y 1 x तक जाती है अतः यह इंटेग्रल का क्षेत्र है अब हम देखते हैं कि यदि हम y के लिए इंटेग्रल करने के बजाय या बदलने के बजाय अगर हम पहले x के लिए इंटेग्रल करते हैं फिर उस स्थिति में हमारा x तब से भिन्न होगा तब x की लिमिट 0 से 1 y और y की 0 से 1 होगी तो यह वास्तव में यहाँ लिमिट नहीं बदल रहा है इसलिए यदि हम ऑर्डर बदलते हैं इसलिए इंटेग्रल के क्रम को बदलने पर I होगा क्योंकि इंटीग्रैंड समान रहेगा यहाँ बस हमने ऑर्डर बदल दिया है यहाँ यदि हम क्रम बदलते हैं तो उस स्थिति में यहाँ हमारे पास दो उप क्षेत्र नहीं हैं जैसे कि परवलय और सीधी रेखा और वह सब यहां हमारे पास बस यह सीधी रेखा और सामान्य X अक्ष है तो x के लिए रेंजरेंज और y के लिए रेंज की गणना करना बहुत आसान है तो अब हमारे पास है इसलिए जब हम इंटेग्रेट करते हैं तो यह 0 से 1 तक इंटेग्रल होगा यहाँ y की लिमिट 0 से 1 है और x की 0 से 1 y तो यह होगा अब हम प्र्तिस्थापित कर सकते हैं तो फिर यह होगा और यदि मैं मान को प्रतिस्थापित करता हूं जब y 0 है तब z1 है और जब y1 है तो z0 है यहाँ है अतः अंतिम उत्तर है इसलिए इस उदाहरण में भी हमने वही देखा तो यह मूल रूप से गणना त्रुटि कहने का तरीका है मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं इस प्रकार इस उदाहरण में भी शुरू में यदि हम समस्या को देखते हैं तो यह बहुत स्पष्ट है कि हम इस फ़ंक्शनफंकशन को अपनी पारंपरिक पद्धति के साथ इंटेग्रेट करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं क्योंकि कोई dz नहीं है यह कहने का कोई तरीका नहीं है कि यहाँ एंटी डेरिवेटिव है इसलिए हम को प्र्तिस्थापित नहीं कर सकते हैं और ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि इंटेग्रल के क्रम को बदलना है इसलिए यदि हम इंटेग्रल के क्रम को बदल रहे हैं तो हमें चर x और y के लिए लिमिट ज्ञात करनी होगी तो हमने यही किया और इस उदाहरण के बारे में एक और अच्छी बात यह थी कि x 0 से 1 y तक था क्योंकि y की लिमिट 0 से 1 तक थी इसलिए यहाँ चर x के लिए रेंजरेंज की गणना करना बहुत आसान था और चर y के लिए यह सिर्फ इंटरचेंजिंग है तो अब y की लिमिट 0 से 1 तक है इसलिए हमने यहां ठीक लिखा है और यदि हमारे पास है तो उस मामले में हम पहले x के लिए इंटीग्रेट करते हैं और फिर हमारे पास वह है जिसके लिए प्र्तिस्थापन करेंगे तो अब हम प्र्तिस्थापन करते हैं और फिर हम बस कुछ सरल गणना करते हैं तो यह आपका उत्तर है इसलिए यह एक ऐसा उदाहरण है जहां इंटीग्रल के क्रम को बदलने से वास्तव में हमारा काम बहुत आसान बना दिया है अब यह संभव हो सकता है कि कभी कभी इंटीग्रल के क्रम को बदलना उपयोगी न हो तो मेरा मतलब है कि हमें एक और उदाहरण पर विचार करते हैं तो यहाँ हमारे पास इंटीग्रल का क्षेत्र y0 से y 2 और x y से x2 है यह इंटीग्रल का क्षेत्र E है तो यह मेरा इंटीग्रल का क्षेत्र है और अब इंटीग्रल के ऑर्डर को बदलने के बाद हम लिख सकते हैं जिसको अब हम पहले y के लिए इंटीग्रल कर सकते हैं इसलिए यदि हम इंटीग्रल करते हैं तो यह इंटीग्रल होगा अब हम इसे प्र्तिस्थापित कर सकते हैं और फिर हम इसका मान निकाल सकते हैं हालाँकि अगर हमने यहाँ से शुरुआत की थी इसमें हमें एक समस्या हो सकती है जहां हम इस उदाहरण को लेते हैं तो वह कहां है इसलिए अगर हमने y की लिमिट 0 से 2 ली है और इस x को 0 से y तक ले रहे हैं फिर उस स्थिति में यदि हम इस इंटीग्रल के क्रम को बदलते हैं तो यह इंटीग्रल में परिवर्तित हो जाएगा सरल करके इस इंटीग्रल को में बदल देंगे जिसको आगे हल करना एक मुश्किल काम है अब इंटीग्रल के एक अलग रूप के साथ शुरू करते हैं हम यह देखना चाहते हैं कि हमेशा इंटीग्रल के क्रम को बदलने से मदद नहीं मिल सकती तो कभी कभी यह उपयोगी होता है कभी कभी यह नहीं होता है लेकिन अधिकांश समय यह उपयोगी होता है जैसा कि इस उदाहरण में था विशेष रूप से इसके पहले पद को इंटीग्रल करना मुश्किल है इसलिए कभी कभी हमें इंटीग्रल के क्रम को बदलना नहीं चाहिए लेकिन अधिकांश समय हम करते हैं अब हम आज यहां इस लेक्चर का समापन करते हैं और अगले लेक्चर में हम क्षेत्रफल के साथ शुरू करेंगे और हम एक वक्र के अंदर क्षेत्रफल की गणना कैसे करेंगे और क्षेत्रफल आयतन की मात्रा और सतह से संबंधित कई अन्य बातों पर इसके आधार पर और अधिक उदाहरणों पर बात करेंगे जिन पर हमारे असाइनमेंट सेक्शन में असाइनमेंट शीट होंगे तो आज के लिए धन्यवाद और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं